सभी को नमस्कार पिछले कुछ व्याख्यानों में हमने माइक्रोवेव पावर डिवाइडर के बारे में बात की थी जहाँ हमने 2 वे 3 वे 4 वे पावर डिवाइडर देखा था और हमने असमान पावर डिवाइडर भी देखा था आज हम माइक्रोवेव कप्लर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं जो एक कपल लाइन डायरेक्शनल कपलर हैं इसलिए सबसे पहले जो वास्तव में एक दिशात्मक कप्लर है मुझे केवल उस भाग की व्याख्या करने दें तो आइए हम इस बारे में विचार करें कि एक माइक्रोस्ट्रिप लाइन है जो यहां जा रही है हम कहते हैं कि हम यहां एक इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट यहां से लिया गया है और हमें एक उपयोग के बारे में सोचना चाहिए कि एक पावर एम्पलीफायर ऐन्टेना से जुड़ा है और एंटीना से ट्रांसमिट हो रहा है अब यह मानते हुए कि यदि आप एक दूरसंचार क्षेत्र के अनुप्रयोग को देखते हैं जहां वे लगभग 20 वाट पावर का संचार करते हैं और यह एंटीना के माध्यम से प्रसारित हो रहा है अब हम यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि यह ठीक 20 वाट है या यह कम या अधिक है इसलिए हम क्या करते हैं हम इस तरह का उपयोग कर सकते हैं जिसे एक दिशात्मक कप्लर के रूप में जाना जाता है यह अवधारणा सरल है कि यदि आपके पास एक करंट ले जाने वाला कंडक्टर है और यदि आप उसके बगल में एक और तार डालते हैं तो क्या होगा इस दिशा में करंट प्रवाहित हो रहा है और प्रेरित EMF होगा जो इस एक के माध्यम से यहां आएगा तो एक ही बात हम यहाँ देखें इसलिए हमने यहां एक इनपुट दिया था जिसे पोर्ट 2 के रूप में जाना जाता है जो कि पोर्ट के माध्यम से होता है या युग्मित पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है तो यह वह जगह है जहां सीधे युग्मित पोर्ट है अब इस विशेष प्रवाह के कारण एक प्रेरित EMF होगा जो इस तरह होगा तो इसे युग्मित पोर्ट के रूप में जाना जाता है और आमतौर पर यह विशेष रूप से युग्मित लाइन दिशात्मक युग्मक विशिष्ट श्रेणी माइनस 10 dB से माइनस 30 dB के लिए अच्छा होता है माइनस 40 dB संभव है और माइनस 6 dB या माइनस 5 dB या माइनस 8 dB भी संभव है लेकिन आमतौर पर हम इस विशेष युग्मक को माइनस 10 dB से कम के लिए डिज़ाइन नहीं करते हैं इसके मूल अवधारणा को कवर करने के बाद कारण स्पष्ट होंगi तो फिर से यदि आप इसे यहाँ फीड कर रहे हैं तो यह युग्मित पावर है जो यहाँ से गुजर रही है या इसे अलग थलग पोर्ट के रूप में जाना जाता है जो पोर्ट नंबर 4 है और आमतौर पर हम जो चाहते हैं वह यह है कि S41 जितना संभव हो उतना बड़ा होना चाहिए तो हम मूल अवधारणा को देखते हैं हालांकि इस विशेष चीज़ का विश्लेषण करने के लिए आप देख सकते हैं कि यह एक 4 पोर्ट समस्या है तो इस 4 पोर्ट समस्या को दो 2 पोर्ट समस्या में विभाजित किया जा सकता है हम यहां क्या करते हैं यह सोचें कि क्या हम यहां पर रेखा खींचते हैं हम कह सकते हैं कि इस लाइन के संबंध में यह विशेष कॉन्फ़िगरेशन सममित है तो हम कहते हैं कि यह यहां 1 है इसलिए यह पोर्ट 1पोर्ट 2 होगा और यह एक सममित पोर्ट है इसलिए हम समरूपता की अवधारणा को लागू कर सकते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं ताकि आप थोड़ा सा विचार दे सकें इसलिए हम यहां क्या करना चाहते हैं हम कहते हैं कि इनपुट 1 है और इन सभी अन्य पोर्ट्स पर इनपुट 0 है इसलिए अब केवल 1 इनपुट हम कहते हैं कि हम यहां आधा इनपुट और आधा इनपुट को यहां लागू करते हैं तो प्लस हाफ प्लस हाफ वास्तव में हमें एक सम समरूपता देता है तो हम दूसरी बार प्लस हाफ लागू करते हैं यहां माइनस हाफ लागू होते हैं तो अब इसे विषम समरूपता के रूप में जाना जाता है और फिर अंतिम विश्लेषण किया जाता है आप इन दो चीजों का योग लेते हैं तो हमने प्लस हाफ प्लस हाफ लिया है इसलिए यह 1 के बराबर होगा और यहां हमने प्लस हाफ और माइनस हाफ लिया है जिसका योग 0 के बराबर होगा हालाँकि कई बार जब हम S पैरामीटर के बारे में बात करते हैं तो हम आमतौर पर इनपुट 1 के बारे में बात करते हैं तो हम प्लस 1 यहाँ और प्लस 1 यहाँ देते हैं तो यह भी सम मोड होगा दूसरे मामले में हम प्लस 1 देते हैं हम 1 माइनस देते हैं यह एक विषम समरूपता है और फिर हम औसतन 2 लेते हैं इसलिए प्लस 1 प्लस 1 को 2 से विभाजित किया गया है और फिर प्लस 1 माइनस 1 को 2 से विभाजित किया गया है इसलिए यह 0 हो जाएगा यह 1 होगा तो हम देखते हैं ये विषम मोड और यहां तक कि सम मोड चीजें क्या हैं तो यहाँ समान युग्मित रेखाओं को अब थोड़ा अलग तरीके से दिखाया गया है तो युग्मित लाइनें वास्तव में यहां दिखाई गई हैं इसलिए यह एक माइक्रोस्ट्रिप लाइन है और इसके बगल में रखी गई एक और माइक्रोस्ट्रिप लाइन है तो अब जैसा कि मैंने कहा कि सम मोड एक्ससिटेशन भी इसकी धारणा है कि यह प्लस 1 फीड किया जाता है प्लस 1 यहाँ फीड किया गया है और अजीब मोड एक्ससिटेशन के लिए हम क्या करने जा रहे हैं हम कहेंगे प्लस 1 यहाँ और माइनस 1 यहाँ पर तो अब आप चार्ज सिद्धांत की अपनी अवधारणा को लागू कर सकते हैं इसलिए यदि यहां एक प्लस चार्ज है प्लस चार्ज यहां तो यह क्षेत्र वितरण होगा और यहां पर हम कह सकते हैं कि करंट 0 के बराबर होगा इस विशेष परिधि पर एक 0 करंट को H दीवार या चुंबकीय दीवार भी कहा जा सकता है तो हम यहाँ से देखते हैं कि हम समतुल्य कैपेसिटेंस कह सकते हैं तो हम कहते हैं कि C11 इस विशेष माइक्रोस्ट्रिप लाइन के लिए समतुल्य कैपेसिटेंस है और C22 इसके लिए समतुल्य माइक्रोस्ट्रिप है ज्यादातर समय ये दोनों समान होंगे इसलिए हम कह सकते हैं कि C11 C22 के बराबर होगा अभी यह कैपेसिटेंस यहाँ पर दिखाई गई है लेकिन यह कैपेसिटेंस वहाँ नहीं होगी क्योंकि एक ओपन सर्किट है हालांकि जब हम विषम मोड उत्तेजना को देखते हैं तो अब हम कहते हैं कि यह प्लस 1 है यह माइनस 1 है इसलिए यहां से यहां तक जाने वाले क्षेत्र होंगे तो एक प्लस 1 वोल्टेज के बारे में सोचो और यह एक माइनस 1 वोल्टेज है यहां हमारे पास 0 वोल्ट है 0 वोल्ट शॉर्ट सर्किट के बराबर है और शॉर्ट सर्किट को विद्युत दीवार द्वारा दर्शाया जा सकता है तो अब इस विशेष मामले में हमारे पास यह कैपेसिटेंस C11 होगी हमारे पास एक कैपेसिटेंस C22 होगी लेकिन यहाँ से यहाँ समतुल्य कैपेसिटेंस होगी जो कि वास्तव में C12 के रूप में दर्शाती है लेकिन यहाँ हमने 2 C12 2C12 के साथ श्रृंखला में दिखाया है इसलिए श्रृंखला में हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस विभाजित हो जाती हैं तो समतुल्य कैपेसिटेंस C12 होगी और यह एक है क्योंकि यह एक छोटी दीवार है इसलिए यह जमीन पर जा रही है तो कोई देख सकता है कि समान मोड के मामले में इस लाइन के समतुल्य कैपेसिटेंसC11 होगी लेकिन विषम मोड के लिए समतुल्य कैपेसिटेंस 2C12 के समानांतर C11 होगी तो इसका मतलब है कि यहाँ समतुल्य कैपेसिटेंस C11 प्लस 2C12 होगी इसलिए अब सम मोड और विषम मोड इम्पीडेन्स को भी परिभाषित करेंगे लेकिन पहले केवल वैचारिक रूप से देखें तो हम जानते हैं कि इम्पीडेन्स 1jωC द्वारा दिए गए हैं इसलिए इसकी तुलना करें तो यह कैपेसिटेंस बड़ी होने वाली है इसलिए यदि कैपेसिटेंस बड़ी है तो इसका मतलब है Z1jωC छोटा होगा तो इसके लिए अगर सम मोड इम्पीडेन्स को परिभाषित करते हैं और इसके लिए हम विषम मोड इम्पीडेन्स को परिभाषित करते हैं इसलिए चूंकि विषम मोड इम्पीडेन्स में बड़ा कैपेसिटेंस है सामान्य रूप से विषम इम्पीडेन्स सम इम्पीडेन्स से छोटी है तो युग्मन अधिकतम होता है जब युग्मित रेखा की लंबाई λ4 के बराबर होती है हम कुछ सिम्युलेटेड परिणाम देखेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि लंबाई अलग होने पर क्या होता है लेकिन सिर्फ आपको यह बताने के लिए कि कई किताबो में डेरिवेशन हैं जिनमें आप एक त्वरित रूप देख सकते हैं उस में लेकिन यहाँ हम आपको अवधारणा भाग बताना चाहते हैं तो युग्मन lλ4 के लिए अधिकतम है और फिर वांछित युग्मन के लिए यह अभिव्यक्ति दिया गया है ठीक है तो विषम मोड इम्पीडेन्स और यहां तक कि सम मोड इम्पीडेन्स भी इसके द्वारा दी गई है अब यह सूत्र ll4 बराबर के लिए वैध है और एल के किसी भी अन्य मूल्य के लिए मान्य नहीं है क्योंकि हमने इसे अधिकतम युग्मन के लिए डिजाइन किया था तो आइए देखें कि हमारे यहाँ क्या है इसलिए यह एक सम मोड इम्पीडेन्स है जो रेखा के करक्टेस्टिक्स इम्पीडेन्स के बराबर है यहाँ देख सकते हैं कि C यहाँ अंश में आ रहा है C हर के प्लस में है और ऋण चिन्ह पर है और ये 2 उलट हैं तो हम कह सकते हैं कि चूंकि अंश का साइन प्लस है इसलिए यह मान युग्मन नगण्य होने पर Z0o से अधिक होगा उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि Z0e Z0o के बराबर होगा और विशेषता इम्पीडेन्स को तब परिभाषित किया जाएगा जब आप Z0e और Z0o का वर्गमूल कह सकते हैं तो Z0e और Z0o सम और विषम मोड विशेषता इम्पीडेन्स हैं तो अब केवल डिज़ाइन को देखते हैं इसलिए Z0 50 Ω के बराबर है जिसे हम यहाँ स्थानापन्न करते हैं और फिर C होगा अब मैंने यहाँ C माइनस 6 माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30 को रखा है लेकिन मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि कई बार वे 10 dB कपलिंग या 20 dB कपलिंग के बारे में बात करते हैं इसलिए जब उन्होंने कहा कि 10 dB युग्मन का मतलब यह नहीं है कि आपको अधिक पावर मिलेगी या 20 dB युग्मन का मतलब अधिक पावर नहीं है जो कि केवल एक धारणा है कि वे आमतौर पर 10 dB युग्मन का उपयोग करते हैं लेकिन वास्तव में युग्मन माइनस 10 dB है और यह युग्मन मूल रूप से वोल्टेज का अनुपात है तो आपको इस मूल्य के 20 log पर लागू होने वाले संख्यात्मक मान को खोजने के लिए क्या करना है जो माइनस 20 dB के बराबर है तो कृपया सुनिश्चित करें कि इसके लिए 10 log फॉर्मूला लागू न करें 01 का 10 log यह माइनस 10 dB होगा तो जो सही नहीं है आपको 20 log 01 का उपयोग करना होगा जो कि माइनस 20 dB है इसलिए युग्मन के वांछित मूल्य के लिए हम पहले C का संख्यात्मक मान पाते हैं फिर हम इन मूल्यों को यहाँ पर प्रतिस्थापित करते हैं और फिर सम मोड और विषम मोड इम्पीडेन्सेस की गणना करते हैं जो यहाँ पर दी गई हैं तो बस अपने ध्यान में लाने के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि युग्मन घटाकर माइनस 6 से कम कर दिया गया है आप कह सकते हैं कि Z0e भी कम हो रहा है जैसे कि युग्मन कम हो जाता है तो Z0o बढ़ रहा है और आप देख सकते हैं कि माइनस 30 के बजाय युग्मन कमजोर हो जाता है अगर हम माइनस 40 लेते हैं तो आप देखेंगे कि ये दो इम्पीडेन्सेस लगभग बराबर हो जाएंगी और इसका कारण यह है कि हम कहते हैं कि मेरे पास एक युग्मित लाइन है और दूसरी पंक्ति को काफी दूर रखा गया है तो अगर दूसरी लाइन को दूर रखा जाता है तो क्या होगा 2 के बीच युग्मन बहुत बहुत छोटा होगा तो जो कुछ भी इस लाइन की विशेषता इम्पीडेन्स है वह Z0 के बराबर नहीं होगी इस लाइन की विशेषता इम्पीडेन्स भी Z0 के बराबर होगी हालाँकि जब हम उन्हें करीब लाते हैं तो हमारे पास सम मोड और विषम मोड इम्पीडेन्सेस भी होंगी तो अब माइनस 10 dB के लिए बस इन दो संख्याओं को याद रखें इसलिए Z0e 694 Z0o 36 है अब आप सम और विषम मोड इम्पीडेन्स के इन मूल्यों के लिए एक डिज़ाइन का उदाहरण लेंगे तो ये युग्मित माइक्रोस्ट्रिप लाइन भी सम मोड और विषम मोड इम्पीडेन्स हैं तो हमारे पास जो वक्र है यहां तक कि इस तरफ भी सम मोड दिखाया गया है और इस तरफ विषम मोड इम्पीडेन्स दिखाई गई है अब आप इन लाइनों को यहाँ देखें हम कोशिश करेंगे कि आप के लिये चीजें सरल हों तो यहाँ यह क्या दिखाता है यहाँ sd है इसलिए s युग्मित लाइन के बीच का अंतर है और d इस विशेष सब्सट्रेट की गहराई है मैं सिर्फ कुछ पुस्तकों का उल्लेख करना चाहता हूं प्रतीक d का उपयोग करें कुछ किताबें प्रतीक h का उपयोग करती हैं तो d के लिए गहराई है और h सब्सट्रेट की ऊंचाई है तो देख सकते हैं यहाँ पर sd की वृद्धि हो रही है इसलिए sd के बढ़ने पर हम इस बिंदु पर देख सकते हैं जिसे आप Z कह सकते हैं यहां तक कि सम मोड भी अधिक है और Z विषम मोड इम्पीडेंस अपेक्षाकृत कम है लेकिन जैसा कि हम sd का मान बढ़ाते जा रहे हैं d आप देख सकते हैं कि सम मोड Z भी घटता है और विषम मोड Z बढ़ती है तो अब हम कह सकते हैं कि जैसे ही sd बढ़ जाता है Z0e घटता जाता है और Z0o बढ़ता जाता है अब जरा ध्यान दें कि यहां अन्य प्लॉट क्या हैं इसलिए यहां wd प्लॉट हैं आप देख सकते हैं कि wd में वृद्धि हो रही है यदि wd की वृद्धि 01 से 1 हो रही है यहाँ से कोई भी देख सकता है यदि आप सम मोड और विषम मोड के अनुरूप मान को देखते हैं यदि आप Z को देखते हैं तो वे इम्पीडेंस अपेक्षाकृत अधिक हैं यदि wd 1 के बराबर सम मोड विषम मोड इम्पीडेंस से तुलना करते है अतः हम कह सकते हैं कि wd के बढ़ने से सम और विषम दोनों प्रकार की इम्पीडेंस घटती है तो अब 10 dB युग्मन के लिए पिछले उदाहरण से याद करें अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहां माइनस 10 dB नहीं लिखा है लेकिन यह स्पष्ट होना चाहिए कि युग्मन यह कम होने वाला है बस एक सामान्य नामकरण 10 dB युग्मन या 20 dB युग्मन तो इसीलिए मैंने वहां लिखा था लेकिन कृपया याद रखें कि C माइनस 10 dB के बराबर है और इसके लिए हमने Z को देखा था यहां तक कि सम मोड 694 था और विषम मोड 36 ओम था तो हम इस विशेष वक्र पर यह पता लगाने की कोशिश करते हैं इसलिए यह 694 है अतः हम यहाँ से 70 के करीब एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं और फिर 36 ओम इसलिए 36 ओम के अनुरूप हम एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं जो इस मान को देखता है तो यहाँ से हम sd का मूल्य पढ़ सकते हैं आप कह सकते हैं कि यह 04 है तो यह sd 04 के बराबर है और यह विशेष बिंदु मेल खाता है आप देख सकते हैं wd यह 07 विशेष वक्र है और यह 1 है इसलिए आप कह सकते हैं कि यह लगभग 075 है मैं सिर्फ उल्लेख करना चाहता हूं इसलिए यह विशेष वक्र εr के सभी मूल्यों के लिए नहीं है यह विशेष रूप से εr 10 के बराबर और Z0 50 ओम के बराबर दिया गया है अब यह सम मोड और विषम मोड इम्पीडेन्सेस के बारे में है इसी तरह हमारे पास सम मोड और विषम मोड डायलेक्ट्रिक स्थिरांक भी है तो यह भी सम मोड εr के लिए वक्र है इसलिए हम यहां क्या करते हैं हम देखते हैं कि ये अलग अलग मूल्य हैं क्योंकि यह इस अक्ष के साथ wh बढ़ रहा है और sh इस अक्ष के साथ बढ़ रहा है और यहां यह एक सम मोड प्रभावी डायलेक्ट्रिक स्थिरांक है तो यह सम मोड εr के 96 के बराबर के लिए प्लॉट है तो हम देखते हैं कि क्या हम इस चीज़ के साथ wh बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हैं कि εe बढ़ रहा है ठीक है इसलिए हम सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि wh बढ़ने से εe बढ़ता है और यह स्पष्ट होना चाहिए यदि आप याद करते हैं कि माइक्रोस्ट्रिप लाइन की चौड़ाई बढ़ जाती है तो क्या होता है मोड वेव अचालक के भीतर सीमित होती है और हमने एक सामान्य मामला भी लिया था यदि wh अनंत हो जाता है तो εe εr बन जाता है तो जैसे ही wh बढ़ता है εe बढ़ता है अब आप देख सकते हैं कि ये sh के लिए मान बढ़ रहे हैं तो आइए हम यहाँ देखते हैं कि शुरुआत में sh बढ़ने से संबंध लगभग सपाट है लेकिन बड़े मान के अंतर लिए sh 1 से अधिक है आप देख सकते हैं कि ये मान निश्चित रूप से कम हो रहे हैं चौड़ाई के बहुत छोटे मूल्यों के लिए थोड़ी भिन्नता है लेकिन सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि निश्चित मूल्य से अधिक वृद्धि के कारण sh बढ़ता है अब हम विषम मोड ε0 को देखते हैं इसलिए फिर से प्लॉट 96 के बराबर εr के समान मूल्य के लिए है तो यहां देखें कि हमारे पास क्या अजीब मोड है ε0 यहां दिखाया गया है यह sh है और यह wh है इसलिए हम फिर से wh की वृद्धि के रूप में देख सकते हैं हम देख सकते हैं कि ε0 बढ़ता रहता है तो हम सुरक्षित रूप से अब लिख सकते हैं क्योंकि wh वृद्धि ε0 बढ़ जाती है अब यह यहाँ है sh इस विशेष अक्ष के साथ बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे sh बढ़ता है हम देख सकते हैं कि ε0 भी बढ़ता है हालांकि जब हम विश्लेषण करते हैं तो हम वास्तव में नहीं बोल रहे हैं हर समय सम मोड या विषम मोड के लिए ε0 जो हम आमतौर पर लेते हैं वह डाईएलेक्ट्रिक स्थिरांक का प्रभावी मूल्य है और वह दिया गया है तो यहां तक कि सम मोड और विषम मोड आप उन्हें गुणा करते हैं एक वर्गमूल लेते हैं और यह प्रभावी एप्सिलॉन होगा तो यह वह मूल्य है जो आमतौर पर युग्मित माइक्रोस्ट्रिप लाइन को डिजाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है इसलिए अभी एक उदाहरण लेते हैं तो यहां एक उदाहरण है जहां हमने एक माइक्रोस्ट्रिप लाइन ली है जो माइनस 20 dB के बराबर युग्मन के लिए है तो कृपया भ्रमित न हों कभी कभी मैं माइनस 20 dB लिखता हूं या कभी कभी 20 dB लिखता हूं इसलिए आमतौर पर बोलते हुए याद रखें कि वे कपलिंग को 20 dB के बराबर लिखते हैं लेकिन यह हमेशा माइनस 20 dB होता है तो यहां डिज़ाइन हमें यह देखने देता है कि हमने क्या किया है इसलिए हमने इस कपलर को 800 से 1000 मेगाहर्ट्ज फ़्रीक्वेंसी रेंज के लिए डिज़ाइन किया है यह मूल रूप से आपको GSM 900 बैंड के साथ साथ CDMA बैंड भी कह सकता है इसलिए हमने कम लागत वाला सब्सट्रेट लिया है क्योंकि इसके लिए कमर्शियल एप्लिकेशन की आवश्यकता होती है जो बहुत ही संवेदनशील होता है तो यहाँ सामान्य ग्लास एपॉक्सी सब्सट्रेट है जिसे FR4 सब्सट्रेट के रूप में भी जाना जाता है तो εr 44 मोटाई 08 मिमी tanδ 002 के लिए इसे हमें लंबाई की गणना करनी है इसलिए लंबाई λ4 के बराबर होनी चाहिए इसलिए यदि आप एक वेवलेंथ 33 सेमी 900 मेगाहर्ट्ज की अनुमानित केंद्र की फ़्रीक्वेंसी 900 मेगाहर्ट्ज लेते हैं 33 को 4 से विभाजित करने पर लगभग 8 सेमी आता हैं तो εe के वर्गमूल से विभाजित होने पर लगभग 46 मिमी निकलता है इसलिए लाइन की चौड़ाई 15 मिमी है वास्तव में यदि यह विशेष चौड़ाई लगभग 50 ओम करने के लिए माइक्रोस्ट्रिप लाइन की चौड़ाई के समान है ठीक है क्योंकि अंतर अपेक्षाकृत बड़ा है आप कह सकते हैं कि यहां अंतर 1 मिमी है क्योंकि युग्मन माइनस 20 dB के लिए है तो अब हम उन परिणामों को देखते हैं जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं यह युग्मन के लिए प्लाट है और कोई यह नोट कर सकता है कि युग्मन इस फ़्रीक्वेंसी के आसपास अधिकतम है जो लगभग 09 गीगाहर्ट्ज़ है और क्योंकि हमने 900 मेगाहर्ट्ज के लिए इस पूरी चीज़ को डिज़ाइन किया था इसलिए हम देख सकते हैं कि युग्मन यहाँ अधिकतम 900 के आसपास है जो कि λ4 युग्मन 18 GHz के आसपास न्यूनतम है जो l के बराबर λ2 से मेल खाती है और फिर युग्मन 3λ4 पर अधिकतम हो जाता है और वह वक्र दोहराता रहेगा इसलिए हमें इस विशेष बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है तो अब देखते हैं कि S11 के ऊपर अन्य प्लॉट कौन से हैं इसलिए S11 बैंगनी रंग में है तो एक देखते हैं कि S11 बहुत अच्छा है यह बहुत बड़े बैंडविड्थ पर माइनस 35 dB से कम है अब देखते हैं कि S21 S21 क्या है S21 यह वक्र है यहाँ आप देख सकते हैं कि S21 अपेक्षाकृत सपाट है जो लगभग 02 dB है आदर्श रूप से यह 0 dB होना चाहिए लेकिन क्योंकि हमने एक लॉसलेस सब्सट्रेट लिया है और इन लाइनों से भी छोटा विकिरण होगा इसलिए यह लगभग 02 dB है लेकिन फिर भी यह बहुत छोटा है आप यहां देख सकते हैं यह युग्मन मूल्य है जो 206 dB है इसलिए भले ही आप कह सकते हैं कि हमने 20 dB के लिए डिज़ाइन किया था यह 206 है जो कि बहुत बहुत करीब है हालाँकि आपको केवल 1 मिमी लेने के बजाय बताने के लिए यदि आप 09 मिमी मिमी लेते हैं तो आप माइनस 20 dB प्राप्त कर सकते हैं हम इस विशेष बात का अनुकूलन नहीं किया है कि क्या मैं आपको इसका कारण बताऊंगा और इसका कारण यहां अंतिम वक्र है जो नीला वक्र है अब यह नीला वक्र कुछ भी नहीं है लेकिन आप S41 कह सकते हैं जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था कि यह एक पृथक पोर्ट माना जाता है और पृथक पोर्ट में आदर्श रूप से माइनस इन्फिनिटी dB होना चाहिए या माइनस 50 dB या माइनस 100 dB हो सकता है लेकिन आप देख सकते हैं कि यह केवल माइनस 23 dB है अब एक पद प्रत्यक्षता को परिभाषित करेगा अब यहाँ परिभाषित की गई विशिष्टता युग्मन और आइसोलेशन के बीच का अंतर है आमतौर पर हम इसका एक परिमाण लेते हैं और यहाँ पर अंतर यदि आप देखते हैं तो यह लगभग 24 dB है जो बहुत बहुत खराब है आदर्श रूप से हम इसे 30 dB या 40 dB पसंद करेंगे या उससे अधिक होने की दिशा मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि क्या आपने ऐन्टेना पाठ्यक्रम लिया है वास्तव में हम बाद में एंटेना को कवर करने जा रहे हैं वहां हम प्रत्यक्षता को एक अलग तरीके से परिभाषित करने जा रहे हैं वहाँ की दिशा एंटीना के गेन के समान होगी यहाँ कृपया यह न समझें कि यह ऐन्टेना का गेन नहीं है या माइक्रोस्ट्रिप लाइन का गेन नहीं है या एक युग्मक यहाँ डिरेक्टिविटि C और I के बीच अंतर के रूप में सरल है और यह बहुत खराब है इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि आमतौर पर हम चाहते हैं कि उच्चता का डिरेक्टिविटि हो वास्तव में यदि आप कुछ पुस्तकों को पढ़ते हैं तो वे यह उल्लेख करते हैं कि यदि आप एक युग्मित माइक्रोस्ट्रिप लाइन को डिज़ाइन करते हैं तो यह आइसोलेटेड पोर्ट मान माइनस 100 dB और इसी तरह का हो सकता है लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका इतना अच्छा कारण नहीं है कि माइक्रोस्ट्रिप लाइन विन्यास है विशेष रूप से जब आप εr 1 से अधिक लेते हैं तो εr 1 से भिन्नता के कारण क्या होता है इसलिए एप्सिलॉन विषम मोड और एप्सिलॉन सम मोड के मान भी अलग अलग होंगे जब हम गणना करते हैं तो हम प्रभावी एप्सिलॉन लेते हैं तो विषम मोड के साथ साथ सम मोड के लिए भी प्रभावी एप्सिलॉन भिन्न होती है इसलिए कि सम मोड और विषम मोड मानों के लिए लंबाई अलग अलग व्यवहार करती है इसकी आमतौर पर बोलने वाली माइक्रोस्ट्रिप लाइने डिरेक्टिविटि में आने पर बहुत अच्छी नहीं होती हैं तो एक के बारे में सोचना चाहिए वैकल्पिक तौर पर दो संभावनाएं हैं एक है यदि आप εr का बहुत कम मान उपयोग करते हैं मान लीजिए कि आप εr का मान 1 के करीब उपयोग करते हैं जो एक एयर सब्सट्रेट की तरह होगा तो यदि आप एयर का उपयोग करते हैं तो क्या होता है यहां तक कि सम मोड और विषम मोड एप्सिलॉन बिल्कुल समान होंगे आप एक बेहतर डिरेक्टिविटि प्राप्त कर सकते हैं तो बस यह स्पष्ट करने के लिए कि यहाँ स्ट्रिप लाइन का उपयोग करके एक उदाहरण है तो एक स्ट्रिप लाइन क्या है जैसा कि मैंने उल्लेख किया था जब मैंने ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बात की थी कि एक माइक्रोस्ट्रिप लाइन को केवल एक सब्सट्रेट की आवश्यकता होती है इसलिए हमारे पास एक प्लेन ग्राउंड है और हमारे पास एक माइक्रोस्ट्रिप लाइन है जबकि एक स्ट्रिप लाइन में एक और सब्सट्रेट उस के ऊपर रखा गया है और वहाँ शीर्ष एक अब प्लेन ग्राउंड होगा यहाँ नीचे प्लेन ग्राउंड है तो यहाँ हमने क्या किया है स्ट्रिप लाइन का प्रयोग कुछ अलग अंदाज़ में किया गया है यहाँ हमने εr का उपयोग 1 के बराबर किया है इसलिए यह एयर है और 2h जो स्ट्रिप लाइन की कुल मोटाई लगभग 8 मिमी है जो ग्राउंड से ग्राउंड तक है और यहाँ चूंकि यह 1 के बराबर है जो एयर है हम वास्तव में क्या ले गए हैं हमने वास्तव में 1 मिमी की मोटाई वाली धातु की प्लेट ली है इसलिए अब धातु की प्लेट को यहाँ ले जाया जाता है दूसरी धातु की प्लेट को 1 मिमी चौड़ाई की मोटाई ली जाती है जो यहाँ पर दी गई है जो लगभग 69 मिमी है और दोनों के बीच का अंतर जो यहाँ पर बहुत छोटा दिखता है लगभग 06 मिमी है तो इन दो धातु प्लेटों को एक दूसरे के समानांतर रखा जाता है और उस छोर पर फीड किया जाता है तो अब ये 4 पोर्ट हैं आइए देखते हैं कि हम यहां क्या परिणाम प्राप्त करते हैं तो चलिए देखते हैं S11 जो कि इस पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज पर माइनस 44 dB से कम है जो 05 से 15 के बीच है आप यहां देख सकते हैं कि यह माइनस 40 dB लाइन है एक और माइनस 45 dB है आप देख सकते हैं कि S11 माइनस 44 dB से कम है इसलिए यह बिल्कुल शानदार है आइए हम S21 को देखते हैं S21 05 dB है और आप देख सकते हैं कि यह अपेक्षाकृत सपाट है अब आप सोच सकते हैं कि S21 बड़ा है जो बिंदु 5 dB है इसलिए निविष्टी की हानि अधिक है अब यह वास्तव में सही नहीं है यदि आप युग्मन को 10 dB के रूप में परिभाषित करते हैं तो लगभग 05 dB सीदे पोर्ट पर जाएगा तो वास्तव में कोई अतिरिक्त नुकसान नहीं हो रहा है और एक स्ट्रिप लाइन कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करके हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि कोई विकिरण नुकसान नहीं है क्योंकि शीर्ष पर और नीचे ग्राउंड है और हम पूरी चीज़ को एक बॉक्स में संलग्न करते हैं अब यहाँ S31 वास्तव में माइनस 93 dB के बराबर है फिर आप अच्छी तरह से सोच सकते हैं कि हमारा उद्देश्य माइनस 10 dB का डिज़ाइन था यहां हमें माइनस 93 dB मिल रहा है मैं केवल यह उल्लेख करना चाहता हूं कि यह डिजाइन अभी भी उस कारण के लिए बेहतर है हम यहां से घटाकर 93 dB तक ले जा रहे हैं लेकिन फिर हम दो छोर पर कनेक्टर्स कनेक्ट करेंगे तो कनेक्टर्स की गुणवत्ता के आधार पर 02 dB या यहां तक कि 03 dB का नुकसान हो सकता है या यह भी हो सकता है कि जुड़ी हुई समाक्षीय लाइन्स में भी कुछ अतिरिक्त नुकसान होंगा इसलिए यह S31 प्रभावी रूप से लगभग माइनस 10 dB हो सकता है अब देखते हैं कि यहाँ S41 क्या है S41 यहाँ पूरी रेंज में माइनस 50 dB से कम है आप देख सकते हैं कि यह माइनस 50 dB लाइन है तो इस पर जो कि कम से कम है तो हम देखते हैं कि आप क्या डिरेक्टिविटि कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि इस और इस के बीच का अंतर लगभग 40 dB है इसलिए यह डिरेक्टिविटि का एक बहुत अच्छा मूल्य है आइए हम एक और उदाहरण लेते हैं अब यहां उदाहरण 30 dB के युग्मन के लिए है इसलिए 30 dB के लिए हमने अन्य सभी चीजों को समान आवृत्ति श्रेणी में रखा है जो कि समान है तो केवल एक चीज जो अब बदलती है वह है कि अंतर अब बहुत बड़ा है पहले अंतर छोटा था अब अंतर बड़ा है आइए हम इसे देखें हम यहां पहुंच गए तो चलिए S11 से शुरू करते हैं S11 माइनस 47 dB से कम है तो यहां माइनस 40 dB के लिए एक लाइन है यह माइनस 50 है आप देख सकते हैं कि यह पूरी रेंज में माइनस 47 dB से कम है हमें देखते हैं कि S21 क्या है आप देख सकते हैं कि S21 001 dB है ठीक है तो आप फिर से बहुत कम लॉस की बात कर सकते हैं इंसर्शन लॉस बहुत कम है इसका कारण यह है कि हमने माइनस 30 dB के लिए डिज़ाइन किया है बहुत कम पावर युग्मित पोर्ट पर जा रही है इसलिए अधिकांश पावर तब पोर्ट 2 पर जाती है अब देखते हैं कि S31 क्या है यह माइनस 297 dB के बारे में है वांछित माइनस 30 dB था जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि संयोजक लॉस हो सकता है इसलिए संयोजक लॉस की भरपाई 01 से 02 या 03 का कह सकते है तो इसका परिणाम लगभग माइनस 30 dB होगा आइए देखें कि यहां S41 क्या है S41 माइनस 76 dB से कम है अगर यह यहां वक्र है तो आप देख सकते हैं कि यह माइनस 70 है यह माइनस 80 है तो अगर आप अब इन दोनों का अंतर लेते हैं तो यह 46 dB तो आप देख सकते हैं कि यहां की डायरेक्टिविटी बहुत बहुत अधिक है और यही वांछित विशेषता है कुछ चीजें जिनका मैं उल्लेख करना चाहता हूं इसलिए हमने इन चीजों का निर्माण किया है हमने इन चीजों का भी परीक्षण किया है एक छोटी सी समस्या थी जिसे हमने वास्तव में अनुभव किया था और वह यह थी कि इन दो पंक्तियों को 52 मिमी के विभाजन ठीक से संरेखित किया गया था तो क्या होता है दो पंक्तियों को वास्तव में सटीक समानांतर रखा जाना चाहिए और जब आप इसे संरेखित करने की कोशिश कर रहे हैं तो सभी संभावनाएं हैं यहां तक कि 01 या 02 मिमी की त्रुटि भी हो सकती है तो हम क्या नोटिस करते हैं कि मिस एलाइनमेंट के कारण यह संख्या S41 बाहर नहीं आती है जो माइनस 76 dB है लेकिन यह वास्तव में कम है इसलिए मैं आपको निर्माण करने का एक बेहतर तरीका बता सकता हूं कि फैब्रिकेटिंग के बजाय एक स्ट्रिप अलग से और दूसरी स्ट्रिप अलग से आप क्या करते हैं आप वास्तव में इसे फैब्रिकेटेड किये हुए हैं हम कहते हैं कि हमने निर्माण करने के लिए CNC मशीन का उपयोग किया था तो आप इन दोनों को अलग अलग बनाने के बजाय क्या करते हैं आप दो पतली रेखाओं से जुड़ते हैं बहुत पतली रेखाएँ हमें यहाँ और यहाँ कहती हैं कि बहुत पतली 01 या 02 मिमी के क्रम की हो सकती हैं और फिर इसे फैब्रिकेटेड किया जाता है और फिर इसे कनेक्टर्स के अंत में कनेक्टर पर रख दिया जाता है एक बार जब आपने सोल्डरिंग और अन्य चीज़ों को माउंट कर दिया जाता है तो आप बस उस बहुत पतली कनेक्टिंग स्ट्रिप को हटा देते हैं तो इस तरह से क्या होगा आप जानते हैं कि आप इसे चाकू लेते हैं और इसे काटते हैं तो अब निर्माण के दौरान क्या होगा स्वयं विभाजन को बहुत अच्छा बनाए रखा गया है इसलिए यदि आप अभी हटाते हैं कि अब निर्माण में संरेखण की त्रुटि नहीं होगी और आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं इसलिए आज संक्षेप में हमने युग्मित माइक्रोस्ट्रिप लाइन के बारे में बात की है ये युग्मित माइक्रोस्ट्रिप लाइनें वास्तव में माइनस 10 dB या माइनस 20 dB या माइनस 30 dB के युग्मन को साकार करने के लिए अच्छा हैं वे तंग युग्मन को साकार करने के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं जो हमें इसके बारे में बताते हैं माइनस 3 dB या माइनस 6 dB का ऑर्डर इसका कारण यह है कि यदि आप बहुत तंग युग्मन डिजाइन करना चाहते हैं तो दो लाइनों के बीच का अंतर बहुत छोटा हो जाता है इसलिए अगले व्याख्यान में हम एक अन्य प्रकार के युग्मक के बारे में बात करेंगे जहाँ हम एक सख्त युग्मन प्राप्त कर सकते हैं यहाँ तक कि 0 dB से 1 dB तक माइनस 2 dB से घटाकर माइनस 10 dB तक हो सकता है तो तब तक के लिए एक अच्छा समय है हम आपको अगली बार देखेंगे